अभिवादन और टेल मॉड्यूल 2 यूनिट 3 में आपका स्वागत है हम ADDIE के ISD इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन मॉडल को देखने जा रहे हैं जो इस यूनिट का फोकस होगा पिछली इकाई में हमने समझा था कि पाठ्यक्रम के व्यवस्थित डिजाइन से सीखने की गुणवत्ता बढ़ सकतीहै हमने बार बार कहा है कि यदि आप पाठ्यक्रम के व्यवस्थित डिजाइन के माध्यम से पढ़ाते हैं तो छात्रों के सीखने की गुणवत्ता में काफी वृद्धि हो सकती है यदि आप अपना कोर्स एक बार इस आधार पर तैयार कर लेते हैं तो आपको दोबारा थोड़े से संशोधन की आवश्यकता होगी यही फायदा है जब आप किसी कोर्स की पेशकश करते हैं तो आपके अनुभव के आधार पर आप अगली बार वृद्धिशील संशोधन करते हुए पेशकश कर सकते हैं केवल जब सामग्री या पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तभी आपको पूरे कोर्स की पुनर्रचना करनी पढ़ सकतीहै इस इकाई में हम शिक्षण प्रणाली डिजाइन मॉडल की प्रकृति और विशेष रूप से एडीडीआईई मॉडल की विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे

हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि निर्देश क्या है निर्देशात्मक सिद्धांत क्या हैं निर्देश डिजाइन या निर्देशात्मक डिजाइन सिद्धांत क्या है इत्यादि निर्देश कुछ और नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों में निहित घटनाओं का एक समूह है जो सीखने की सुविधा प्रदान करता है इसका मतलब है जब आप निर्देश दे रहे होते हैं तो आप विभिन्न इवेंट्स की एक श्रृंखला से गुजर रहे होते हैं यह इवेंट्स व्याख्यान हो सकतेहैं या यह एक ट्यूटोरियल सत्र हो सकता है या यह एक समूह चर्चा हो सकती है सीखने की सुविधा के लिए ऐसे सभी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जाहिर है करने का कोई अलग तरीका नहीं है या निर्देश करने का एकमात्र तरीका नहीं है हर एक अपने तर्क पर आधारित हो सकता है और एक थोड़ा अलग निर्देश के साथ आ सकता है और ये घटनाएँ शिक्षार्थी के लिए बाहरी हो सकती हैं यानी आपके पास छात्र या प्रशिक्षक के व्याख्यान के लिए उपलब्ध कराए गए मुद्रित पृष्ठ हैं उदाहरण के लिए मैं विद्यार्थियों को पहले से पढ़ने और कक्षा में आने के लिए कह सकता हूँ सामग्री एक मुद्रित पाठ्यपुस्तक में कुछ निश्चित पृष्ठ हो सकते हैं या यह ऐसी सामग्री हो सकती है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हो यह प्रशिक्षक का व्याख्यान हो सकता है या छात्रों के समूह की गतिविधियाँ हो सकती हैं वे सभी शिक्षार्थी के लिए बाहरी हैं कुछ आंतरिक मानसिक घटनाएं भी हो सकती हैं जैसे शिक्षक छात्र का ध्यान कैसे आकर्षित करेगा वे उन्हें कुछ पूर्वाभ्यास करवाएंगे या जो कुछ हुआ है उस पर चिंतन करेंगे या मेटाकोग्निटिव गतिविधि की तरह अपनी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए बोलेंगे निर्देश बनाने के लिए आंतरिक घटनाओं और बाहरी दोनों तरह की घटनाओं को कुछ क्रम में जोड़ा जाता है ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें निर्देशात्मक डिजाइनर कहते हैं वह लर्निंग थ्योरी से प्राप्त सिद्धांतों को बाहरी घटनाओं से संबंधित डिजाइन करने के लिए लागू करते हैं जिन्हें हम निर्देश कहते हैं इसलिए हर किसी को इससे परिचित होना चाहिए निर्देशात्मक डिजाइनर संभवतः मनोविज्ञान पृष्ठभूमि से आ सकता है या किसी भी विषय की पृष्ठभूमि सेइससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वह लर्निंग थिअरीज और सोशियोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान सिद्धांतों को समझने तथा उसमें उपयोग आने वाली तकनीकों को सीखने की कोशिश करें इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर का एक प्रोफेशन है और यहां तक कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के क्षेत्र में मास्टर्स डिग्री और पीएचडी डिग्री भी दी जाती है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर उस विषय के लिए किसी भी विषय के शिक्षक के साथ काम कर सकता है वह अर्थशास्त्र इंजीनियरिंग या चिकित्सा पढ़ाने वाले या शिक्षक स्कूली शिक्षकों के साथ काम कर सकता है वास्तविक निर्देशात्मक डिजाइन एक प्रकार की समूह गतिविधि है आम तौर पर तीन प्रमुख समूह होते हैं एक निर्देशात्मक डिजाइनर है दूसरा विषय विशेषज्ञ विशेषज्ञ या शिक्षक शिक्षक हैं जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं और अन्य समूह में आवश्यकता के आधार पर एक या दो तकनीकी विशेषज्ञ हो सकते हैं यदि आप एनिमेशन या वेब पेजों के संदर्भ में किसी भी तकनीक का उपयोग करके एक कोर्स बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो उन तकनीकों का उपयोग करने में विशेषज्ञ हों लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत है आम तौर पर विषय विशेषज्ञ यह मानना चाहेंगे कि प्रमुख निर्णय उन्हें लेना हैं क्योंकि वे शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं और आम तौर पर निर्देशात्मक डिजाइनरों को अपने सुझावों के बारे में बात करना बहुत मुश्किल लगता है कि पाठ्यक्रम को कैसे निर्देश दिया जाना चाहिए क्योंकि वे सामग्री को नहीं देख रहे हैं शिक्षण और सीखने के संदर्भ के आधार पर वे इसका सुझाव दे सकते हैं इसलिए पाठ्यक्रम को डिजाइन करने में निर्णय लेने वाला कौन होना चाहिए इसके बीच हमेशा थोड़ा सा झगड़ा होता है मैं केवल यही सुझाव दूंगा आप एक प्रतिभागी या शिक्षक के रूप मेंनिर्देशात्मक डिजाइन गतिविधि में भाग लेते हैं निर्णय लेने की समस्या को बीच में नहीं लाना चाहिए इसे एक समूह गतिविधि के रूप में माना जाना चाहिए और निर्देशात्मक डिजाइनर के पास विशेषज्ञ ज्ञान होता हैएक सामान्य शिक्षक के रूप में बहुत कम ही निर्देशात्मक डिजाइन से संबंधित सभी ज्ञान होता हैं निर्देशात्मक डिजाइन के सिद्धांत उदाहरण के लिए वे प्रशिक्षकों को यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि छात्रों को समूहों में रखने से कब लाभ होगा एक प्रशिक्षक अपने पाठ्यक्रम के डिजाइन के दौरान कुछ समूह गतिविधि करना चाहेगा आपको किन परिस्थितियों में समूह गतिविधि शुरू करनी चाहिए क्या यह किसी भी टॉपिक या किसी खास टॉपिक के लिए किया जा सकता है कम से कम निर्देशात्मक डिजाइन के सिद्धांत इस बारे में कुछ संकेत देंगे कि इससे छात्रों को ग्रुप एक्टिविटी से कब लाभ होगा अभ्यास और प्रतिक्रिया कब सबसे प्रभावी उपयुक्त होगी आप वास्तव में प्रतिक्रिया कब देते हैं समस्या समाधान और उच्च क्रम सीखने के कौशल के लिए पूर्व आवश्यकताओं क्या है बशर्ते हमारा लक्ष्य हमेशा हमारे छात्रों को समस्या समाधान और सीखने के उच्च क्रम के लिए प्रशिक्षित करना है आप उसके लिए छात्रों को कैसे तैयार करते हैं एक क्रम है जिसमें आप छात्र को समस्या समाधानकर्ता बनने या उच्च क्रम सीखने के कौशल हासिल करने में सक्षम होने के लिए तैयार करते हैं यही निर्देशात्मक डिजाइन के सिद्धांत प्रशिक्षक को निर्णय लेने में मदद करेंगे यह निर्देशात्मक सामग्री तैयार करने वालों के लिए भी उपयोगी हो सकता है कि वह सामग्री कोर्स मटेरियल डेवलपर्स वेब आधारित या ई लर्निंग पाठ्यक्रम डिजाइनरों और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली डिजाइनरों को कैसे व्यवस्थित करें एक निर्देशात्मक डिजाइन सिद्धांत क्या है यह एक सिद्धांत है जो कैसे करना है पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है लोगों को बेहतर सीखने और विकसित करने में मदद कैसे करें यह मोटे तौर पर कुछ मार्गदर्शन प्रदान करता है यह एक डिजाइन उन्मुख सिद्धांत है एक डिजाइन उन्मुख सिद्धांत क्या है हमने पहले के मॉड्यूल में इसकी थोड़ी खोज की है डिजाइन उन्मुख सिद्धांत का अर्थ है आप सुझाव दे रहे हैं या आप प्रस्ताव कर रहे हैं कि यदि आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है यह एक वर्णनात्मक सिद्धांत नहीं है जहां अधिकांश विषय आधारित शोध कार्य चलता है यह एक डिजाइन उन्मुख सिद्धांत है इसका मतलब है एक व्यक्ति के रूप में अगर मैं सुझाव देता हूं कि आप ए बी सी डी चरणों का पालन करें तो छात्र के सीखने की संभावना बेहतर है आप वह निर्णय सहजता से या किसी सिद्धांत का पालन करते हुए कर सकते हैं लेकिन यह अद्वितीय नहीं है अर्थात समाधान आवश्यक रूप से अद्वितीय नहीं है और छात्रों को बेहतर सीखने के लिए आपको विभिन्न स्टेप्स के विशेष क्रम को मानना होगा आज की दुनिया में NAAC और NBA मान्यता विभाग या संस्थान दोनों के संदर्भ में इसका उत्तर है आपके द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाएँ बेस्ट प्रैक्टिसेजक्या हैं उदाहरण के लिए क्या आपने किसी विषय के संबंध में ऐसा बनाया है कि आपने कुछ अभ्यास का पालन किया है तो छात्रों ने कुछ बेहतर सीखा है यदि एक शिक्षक को इन निर्देशात्मक डिजाइन सिद्धांतों में से थोड़ा सा पता है तो कोई एक अभ्यास का पता लगाने में सक्षम हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों ने बेहतर सीखा फिर हम इसे एक अच्छे अभ्यास के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं आज अच्छी प्रथाएं प्रदान करना प्रत्यायन एक्रीडिटेशनकी आवश्यकताओं में से एक है निर्देशात्मक डिजाइन सिद्धांत निर्देश के तरीकों की पहचान करता है शिक्षण के अनगिनत तरीके हैं जो सीखने को समर्थन और सुविधा प्रदान करतेहैं और ऐसी स्थितियां को बताते हैं जिनमें उन तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए और नहीं किया जाना चाहिए आप हर चीज के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहते स्थिति के आधार पर आप एक विधि का चयन करना चाहेंगे तरीके हैं और स्थितियां हैं निर्देशात्मक डिजाइन सिद्धांत उन्हें मिलान करने और उन्हें अनुक्रमित करने में मदद कर सकते हैं आपके द्वारा ली जाने वाली कोई भी विधि विस्तृत घटक विधियों में विभाजित की जा सकती है उदाहरण के लिए समूह चर्चा में घटक क्या हैं जब आप एक समूह बनाना चाहते हैं तो आपको लोगों के लिए अलग अलग भूमिकाओं की पहचान करनी होगी जो चर्चा का समन्वय करते हैं और आप चर्चा को कैसे सारांशित करते हैं इस तरह के घटकों का पूरा सेट हो सकता है निर्देश की किसी भी विधि को अधिक विस्तृत घटकों में तोड़ा जा सकता है एक बात याद रखनी चाहिए विधियाँ नियतात्मक के बजाय संभाव्य हैं सिर्फ इसलिए कि आपने एक विधि लागू की इसका मतलब यह नहीं है कि हर छात्र अपने आप सीख जाएगा आप जो कुछ भी करते हैं उसके बावजूद कुछ छात्र नहीं सीख सकते हैं इसके कारण हमें शायद पता भी न हो यह जरूरी नहीं कि छात्र की भागीदारी में कमी के कारण हो लेकिन यह कई अन्य पृष्ठभूमि के कारण हो सकते हैं कि कुछ छात्रों के साथ कुछ काम क्यों नहीं हुआ आप हमेशा कह सकते हैं कि यह केवल संभाव्य है औसतन हम कह सकते हैं कि अगर छात्रों के प्रदर्शन में 15 प्रतिशत का सुधार हुआ है लेकिन वह 15 प्रतिशत सभी छात्रों पर लागू नहीं होगा तो विधियां संभाव्य हैं और नियतात्मक नहीं हैं निर्देशात्मक स्थितियां सभी संस्थान समान नहीं होते हैं प्रत्येक के पास जिस तरह का बुनियादी ढांचा है वह अलग हैआपकी कक्षा में फैन हो सकता है जिसकी आवाज की वजह से पीछे की बेंच पर बैठे शिक्षार्थी शायद ही व्याख्यान सुन पाता हो या जिस तरह के बोर्ड पर आप लिखते हैं वह छात्रों के लिए सुपाठ्य हो भी सकता है और नहीं भी तो आपके पास निर्देशात्मक स्थितियों में अंतहीन भिन्नताएं हैं मोटे तौर पर स्थिति इस बात से तय होती है कि क्या सीखा जाना है क्या यह गणित का पाठ्यक्रम है या यह भौतिक विज्ञान पर एक वर्णनात्मक पाठ्यक्रम है यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या सीखा जाना है और स्वयं शिक्षार्थी की प्रकृतिउसके लिए उपलब्ध सीखने के माहौल की प्रकृति और निर्देशात्मक विकास की सीमाओं पर निर्भर करता है यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास अन्य बाधाएं हैं जैसे मौद्रिक बाधाएं समय की कमी उपकरण की कमी आदि निर्देशात्मक स्थिति इन सभी कारकों का समावेश करता है निर्देश के लक्ष्य क्या हैं यह प्रभावी होना चाहिए आप छात्रों को कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त करने की सुविधा के लिए निर्देश दे रहे हैं यही मूल आवश्यकता है मेरी शिक्षण पद्धति के माध्यम से यदि छात्र इन परिणामों को बेहतर सीमा तक प्राप्त करने में सफल रहे हैं तो यह प्रभावी है मैं किसी भी प्रकार के परीक्षण आकलन जो मैं उपयोग करता हूं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर प्रभावशीलता को मापूंगा दूसरा है यह कुशल होना चाहिए कोई भी शिक्षण पद्धति समय और अन्य संसाधनों के संदर्भ में कुशल होनी चाहिए मैं इसके प्रभावी होने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों की मांग कर सकता हूं लेकिन यह कुशल नहीं हो सकता है उदाहरण के लिए कुछ लोग एक विशेष अवधारणा पर जोर देने के लिए कुछ दिनों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और यह आपके द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों और शिक्षक की क्षमता आदि के कारण बहुत प्रभावी हो सकता है लेकिन हम इसे कुशल नहीं कह सकते क्योंकि एक नियमित कक्षा के संबंध में आपके पास यह संसाधन होने की संभावना नहीं है और न ही इसके लिए समय उपलब्ध है तीसरा यह है कि कोई भी तरीका जो आप यूज करते हैं लोगों को उसमें भाग लेना या इंवॉल्व करना चाहिए हम प्रभावशीलता दक्षता और जुड़ाव को निर्देशात्मक परिणाम कह सकते हैंI कभी कभी हम इस निर्देश को E3 निर्देश भी कहते हैं कभी कभी आपको स्थिति में इनमें से किसी एक कारक को छोड़ना पड़ सकता है उदाहरण के लिए इस अर्थ में दिए गए कुछ निश्चित समय में मैं कुशल बनाने में सक्षम नहीं हो सकता मैं अवधारणा के महत्व के कारण समय को अनुकूलित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं इसलिए मुझे इस संबंध में बहुत कुशल न होने से कोई ऐतराज नहीं है कभी कभी स्थिति के आधार पर आपको इनमें से किसी एक तत्व का त्याग करना पड़ सकता है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन मॉडल्स मॉडल्स के पूरे समूह हैं तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश हैं जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर एक वर्कशॉप एक कोर्स एक करिकुलम एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम एक ट्रेनिंग सेशन बनाने के लिए फॉलो करते हैं या शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए निर्देशात्मक सामग्री निर्धारित करने के लिए अनिवार्य रूप से आईएसडी मॉडल दिशानिर्देशों का एक सेट है जिसका आप पालन करते हैं और यह उससे ज्यादा कुछ नहीं है यानी आप एक क्रम के अनुसार करते हैं तभी बेहतर शिक्षा मिलने की संभावना है आईएसडी यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया है कि सीखना बेतरतीब ढंग से नहीं होता है और विशिष्ट औसत दर्जे के परिणामों के साथ एक प्रक्रिया का उपयोग करके विकसित किया जाता है निर्देशात्मक डिज़ाइनर की ज़िम्मेदारी निर्देशात्मक अनुभव बनाना है जो यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थी निर्देश के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे या E3 निर्देश का निर्माण करेंगे एक आईएसडी मॉडलएडीडीआईई एडीडीआईई विश्लेषण डिजाइन विकास कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए एक संक्षिप्त शब्द है एडीडीआईई सीखने के प्रतिफल के विकास की एक प्रक्रिया है सीखने का प्रतिफल वह है जो छात्र को करने में सक्षम होना चाहिए और यह कुछ कंटेंट भी हो सकता है जिसे आप तैयार कर रहे हैं इस ADDIE अवधारणा को परिणाम आधारित शिक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है अभी मान लें कि हमारा लक्ष्य सप्ताह या अल्पकालिक कार्यक्रम या कार्यशाला तैयार नहीं बल्कि एक सेमेस्टर का पाठ्यक्रम तैयार करना है इस पाठ्यक्रम को कुछ परिणामों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाना है एडीडीआईई एक अवधारणा है जिसे परिणाम आधारित शिक्षा के निर्माण के लिए लागू किया जा सकता है ADDIE 1975 से एक ऐसे ढांचे के रूप में विकसित हुआ है जो सीखने के लिए सक्रिय बहु कार्यात्मक स्थापित और प्रेरणादायक दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है आइए इसके सभी तत्वों को देखें यह सब 1975 में शुरू हुआ जब ADDIE शब्द गढ़ा गया था यह सक्रिय और बहुआयामी सीखने की सुविधा प्रदान करता है यह स्थित है हमेशा स्थिति विशिष्ट निर्देश बनाया जा सकता है और यह प्रेरणादायक शिक्षा भी हो सकती है कभी कभी जब आप किसी एक अनुभव में भाग लेते हैं या एक व्याख्यान सुनते हैं तो यह काफी प्रेरणादायक हो सकता है और यह भी एडीडीआई के तत्वों में से एक हो सकता है सिर्फ इसलिए कि आप एक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रेरणादायक नहीं है एडीडीआई का थोड़ा सा इतिहास देखें ADDIE पहली बार 1975 में सामने आयाI इसे अमेरिकी सेना के लिए फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था और फिर सभी अमेरिकी सशस्त्र बलों ने इसे अपनाया आज अमेरिकी सशस्त्र बलों के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम ADDIE मॉडल का उपयोग करके बनाए जा रहे हैं इसलिए यह ऐसा कुछ नहीं है जो पुराना हो जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं मूल रूप से ADDIE की शुरुआत वाटरफॉल मॉडल से हुई थी इसका मतलब है यह चरणों का एक क्रम है जिसे आप एक चरण पूरा करते हैं और फिर अगले चरण पर जाते हैं दुर्भाग्य से कुछ लोग इसे केवल याद रखते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं कि एडीडीआई अप्रासंगिक है लेकिन इसमें से ADDIE मूल वाटरफॉल मॉडल है जिसे 1984 में डायनेमिक सिस्टम मॉडल में बदल दिया गया 1984 से यह वास्तव में एक सिस्टम मॉडल है अमेरिकी रक्षा सेवाएं ADDIE ISD निर्देशात्मक प्रणाली डिजाइन में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजाइन और संचालन करती हैं हैरानी की बात है कि कई लोगों ने एडीडीआई को नकारा और उन्होंने अपना खुद का मॉडल बनाया है वस्तुत अन्य सभी मॉडल्स आईएसडी एडीडीआईई मॉडल के छोटे रूप हैं मुझे लगता है कि ये एडीडीआईई मॉडल में बस कुछ ऊपरी कॉस्मेटिक बदलाव ही हैं एडीडीआईई मॉडल के 5 चरण हैं जिन्हें हमने पहले ही विश्लेषण डिजाइन विकास कार्यान्वयन और मूल्यांकन की पहचान कर ली है और फिर हमने बाईं ओर एक और मूल्यांकन किया है ADDIE मॉडल के अनुसार पाठ्यक्रम की डिजाइनिंग कैसे विकसित होती है आप विश्लेषण से शुरू करते हैं जो कुछ भी हम वर्तमान में देखेंगे विश्लेषण चरण से संबंधित गतिविधियों को करने के बाद आप इसकी किसी से आकलन और मूल्यांकन करवाते हैं यह पियर या स्टेक होल्डर हो सकते हैं ऐसा करने के बाद आप इसका मूल्यांकन करवाते हैं वे कुछ इनपुट दे सकते हैं आप उसे लेते हैं और अपना विश्लेषण फिर से करते हैं यहां एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है विश्लेषण चरण करने के बाद यदि आवश्यक हो कई पुनरावृत्तियों विश्लेषण डिज़ाइन चरण से गुजरने के बाद आम तौर पर वास्तविक दुनिया में क्या होता है लोगों के एक समूह द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है वे लगातार चर्चा करते हैं इसका मतलब है कि विश्लेषण चरण की गतिविधियों के आउटपुट को अंतिम रूप देने से पहले यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी वहां से आप डिजाइन पर आते हैं डिजाइन से संबंधित कुछ गतिविधियां होती हैं वहां भी आप इस तरह के मूल्यांकन से गुजरते हैं हम इसे रचनात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं कभी कभी आपको विश्लेषण चरण की गतिविधियों को संशोधित करने और संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है याद रखें कि यह प्रतिक्रिया हमेशा होती रहती है और फिर वही प्रक्रिया जारी रहेगी डिज़ाइन चरण का आउटपुट आप विकास पर जाते हैं यदि आवश्यक हो तो आप वापस जाते हैं और कभी कभी विश्लेषण चरण में जाते हैं और फिर लागू करते हैं आप फिर से करते हैं यह हम वर्तमान में देखेंगे कि प्रत्येक चरण क्या कर रहा है और फिर आपको अंत में मूल्यांकन करना होगा यह एक प्रकार का मैं इसे कह सकता हूं योगात्मक सबमिटेडमूल्यांकन है और मैं इस मूल्यांकन प्रक्रिया के बाईं ओर रचनात्मक मूल्यांकन होता है इसलिए इस मॉडल में मूल्यांकन शब्द दो बार दिखाई देता है यह निश्चित रूप से वाटरफॉल मॉडल नहीं है मैं कुछ करूंगा और करता रहूंगा और मैं वापस आऊंगा और संभवत विश्लेषण करने और उसे संशोधित करने के लिए सभी तरह से चलता रहूंगा आगे और पीछे निरंतर प्रतिक्रिया होती है और डिजाइन में जाने से पहले विश्लेषण चरण के आउटपुट की गतिविधियों को फ्रीज करना आवश्यक नहीं है कई अन्य लोगों ने एडीडीआईई को वाटरफॉल या लीनियर फेस मॉडल माना है आइए चरणों के पहले स्तर के विवरण पर थोड़ा ध्यान दें हम बाद में और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे एडीडीआईई के अनुसार विश्लेषण चरण लक्ष्य समूह की जरूरतों की पहचान करता है पहचानता है लक्ष्य समूह की प्रवेश क्षमताओं और सीखने के परिणामों के एक सेट में जरूरतों को समझता है उदाहरण के लिए यदि आप इसे देखते हैं एक औपचारिक कार्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग कार्यक्रम में लक्ष्य समूह की जरूरतों को पहले से ही एक पाठ्यक्रम डिजाइन के माध्यम से पहचाना जाता है जबकि यदि आप किसी कंपनी के लिए एक कार्यक्रम तैयार करते हैं तो आपको यह देखना होगा कि लक्षित समूह क्या है और इसी तरह जैसे पाठ्यक्रमों को अनुक्रमित किया जाता है और माना जाता है कि इस पाठ्यक्रम में आने से पहले ही पूर्वापेक्षित पाठ्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं इसलिए औपचारिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम में लक्ष्य समूह की प्रवेश क्षमताएं भी मामूली चिंता का विषय हैं लेकिन मुख्य गतिविधि सीखने के परिणामों का एक सेट बनाना है जिसे हम यहां पाठ्यक्रम परिणाम कह रहे हैं जब हम इंजीनियरिंग कार्यक्रम के संदर्भ में विशेष रूप से प्रदर्शन करने वाले विश्लेषण चरण को देखेंगे तो हम यही देखेंगे डिजाइन चरण में आप प्रौद्योगिकियों के एक सेट का चयन करते हैं जिसका उपयोग आप पाठ्यक्रम को डिस्ट्रीब्यूट करने और योगात्मक आकलन करने के लिए करना चाहते हैं डिजाइन चरण की मुख्य गतिविधि योगात्मक आकलन करना है विकास चरण को लर्निंग डिजाइन भी कहा जाता है लेकिन हम डेवलपमेंट फेज वर्ड डिजाइन इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स के साथ रहेंगे या लर्निंग इवेंट्स के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे स्क्रिप्ट इस मायने में कि कौन क्या करेगा और किस क्रम में आप इसे कर रहे होंगे यह काफी कुछ किसी नाटक या फिल्म के लिए स्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्ट लिखना है शिक्षण सामग्री का विकास करना और शिक्षण सामग्री का विकास या चयन करना विकास चरण की मुख्य गतिविधि है कार्यान्वयन चरण में आप वास्तविक निर्देश और मूल्यांकन करते हैं यानी आप कक्षाएं लेते हैं ट्यूटोरियल संचालित करते हैं परीक्षा आयोजित करते हैंतथा ग्रेडिंग करते हैं उस प्रक्रिया में आप शिक्षार्थी की प्रगति को भी ट्रैक करते हैं और यदि आवश्यक हो तो सहायता प्रदान करते हैं जैसा कि हमने चित्र में देखा है दिखाए गए चरण का मूल्यांकन करें बाएं हाथ की ओर रचनात्मक मूल्यांकन हैं और अंतिम को योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है प्रत्येक चरण के अंत में रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं कि उस चरण की गतिविधियों के लिए कोई संशोधन आवश्यक है या नहीं जबकि योगात्मक मूल्यांकन से हम शिक्षार्थियों और निर्देशात्मक प्रणाली की जांच करके हैं कि निर्देश डिजाइन के अगले संस्करण के साथ किस प्रक्रिया को दोहराया जाए और किस में संशोधन किया जाए इस प्रकार निरंतर सुधार से यह पता लगाने के बाद कि उन्होंने किस हद तक परिणाम प्राप्त किए हैं यदि कोई उपलब्धि गैप है तो अगली बार जब आप पाठ्यक्रम की पेशकश करते हैं तो आप कौन सी अतिरिक्त गतिविधियां करना चाहेंगे वह योगात्मक मूल्यांकन है एडीडीआईई की महत्वपूर्ण विशेषताएं 1984 के बाद यह रैखिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह पुनरावृत्त है किसी भी चरण में गतिविधियों का अन्य सभी चरणों पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए सभी स्थानों पर फीडबैक की उपस्थिति होती है याद रखें कि जो कुछ भी आप किसी भी समय बदलते हैं आपको अन्य चरणों में सभी गतिविधियों पर फिर से विचार करना होगा आप जो भी संशोधन करते हैं वे स्थानीय नहीं रहेंगे और इसका प्रभाव पूरी चीज पर पड़ेगा किसी भी चरण का आउटपुट संबंधित हित धारी द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन के अधीन होता है उप प्रक्रियाएं प्रत्येक चरण में उप प्रक्रियाओं का एक सेट प्रस्तावित करेगी और वे संदर्भ पर निर्भर हैं हम अगली इकाई में इसका पता लगाएंगे जब हम विश्लेषण चरण की उप प्रक्रियाओं को देखेंगे यदि आप चाहें तो आप उन प्रक्रियाओं से भिन्न हो सकते हैं जो आपको प्रस्तुत की जाती हैं और आप उन्हें संशोधित करना चाहते हैं और आपका स्वागत है इसलिए लेकिन आपको उनके प्रभाव पर नज़र रखनी होगी हम आपको अगली इकाई में उप प्रक्रियाओं का एक क्रम प्रस्तुत करेंगे आपके पास अन्य आईएसडी की अनेक मॉडल है जिसे हम केवल सूचीबद्ध करेंगे उदाहरण के लिए रैपिड प्रोटोटाइप तथा डिक एंड केरी सिस्टम्स अप्रोच मॉडल्स है यह बहुत लोकप्रिय मॉडलों में से एक है और डिक एंड केरी सिस्टम्स अप्रोच मॉडल पुस्तक का आठवां संस्करण प्रिंट में है यह प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता हैइसमें प्रयुक्त भाषा विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित है लेकिन जब आप डिक एंड केरी मॉडल को देखते हैं तो यह केवल एडीडीआईई मॉडल का मिलता जुलता स्वरूप है हालांकि डिक एंड केरी पुस्तक में वे एडीडीआईई शब्द का उल्लेख नहीं करते हैं इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट लर्निंग सिस्टम आईडीएलएस उद्देश्य संसाधन गतिविधियाँ OAR मॉडल स्मिथ और रागन मॉडल मॉरिसनरॉसकेम्प मॉडल डिज़ाइन द्वारा समझना यह एक थोड़ा पुरानाडिज़ाइन मॉडल है और सबसे हालिया मॉडल को SAM सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन मॉडलक्रमिक सन्निकटन मॉडल कहा जाता है लेकिन शीर्षक के अलावा उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वह ADDIE मॉडल ही है जिसमें कुछ मामूली बदलाव हैं ये सभी मॉडल एडीडीआईई मॉडल मैं मामूली चेंज या पुनर्खोज हैं ADDIE को एक सामान्य मॉडल के रूप में माना जा सकता है जिसमें मैं प्रत्येक चरण की उप प्रक्रियाओं के संदर्भ में विवरण देना जारी रख सकता हूं अगली इकाई में हम अपने स्वयं के पाठ्यक्रम के संबंध में विश्लेषण चरण के चरणों को देखेंगे ADDIE कासंदर्भ हमारे द्वारा डिज़ाइन किए गए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में होगा यह मानविकी सामाजिक विज्ञान विज्ञान आदि की श्रेणी से संबंधित हो सकता है या यह शुद्ध इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हो सकता है हम विश्लेषण चरण में शामिल उप प्रक्रियाओं को देखेंगे हम उप प्रक्रियाओं के एक सेट भी प्रस्तुत करेंगे यदि आप चाहें तो आप अपने अनुसार इसको बना सकते हैं और उन्हें अपने लिए लागू भी कर सकते हैं ध्यान देने के लिये धन्यवाद